प्रयोग ऑप एम्प की विशेषताएँ इनपुट बायस करंट इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है कल पिछले मॉड्यूल में हमने कुछ उपकरणों के बारे में जाना और इन उपकरणों को कैसे संचालित किया जाता है और मैंने आपको ब्रेडबोर्ड दिखाया और इस उपकरण के बारे में विवरण दिया ठीक तो जल्दी से उन उपकरणों को याद करें जहां DC पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जेनरेटर ऑसिलोस्कोप थे एक सीआरओ था एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप था DC पावर सप्लाई में हमने देखा कि हम वोल्टेज को कैसे बदल सकते हैं ठीक है और अगर DC पावर सप्लाई में सुविधा है तो हम कैसे प्लस माइनस 15 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं यह एक लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई था फिर हमने कुछ डिस्क्रीट कॉम्पोनेंट को देखा और अंत में हमने एक ब्रेडबोर्ड देखा तो आज की क्लास या यह व्याख्यान उपयोग पर केंद्रित है लेकिन उपयोग किसका पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमने सिद्धांत क्लास में क्या सीखा है यानी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताओं को समझना इसलिए यदि आपको याद है तो सिद्धांत क्लास में हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कई विशेषताएँ देखी और आज की क्लास उन विशेषताओं को मापने के तरीके पर है तो चलिए देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या विशेषताएँ हैं और फिर जब 1 या 2 स्लाइड्स के बाद आपके कॉन्सेप्ट ताज़ा हो जाएंगे तो हम प्रयोग शुरू कर देंगे ठीक है स्क्रीन को देखिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह विशेष व्याख्यान ऐसे प्रयोगों पर केंद्रित है जिससे कि हम ऑप एम्प की विशेषताओं को समझ सकते हैं तो हम आज देखेंगे कि इनपुट बायस वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या हैं यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मुख्य पिन क्या हैं तो अगर आपको याद है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर पर हमने चर्चा की है इसमें सामान्यतः 5 पिन होते हैं लेकिन 7 पिन भी हो सकते है यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की आईसी है यह सिंगल op amp है या यह एक ड्यूल op amp है या यह क्वाड op amp है हम सिर्फ सिंगल ऑप एम्प के बारे में बात करेंगे यदि आप एक ऑप एम्प लेते हैं तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 टर्मिनल हैं 2 3 4 6 7 हैं जिनका उपयोग किया जाता है और 1 और 5 अन्य टर्मिनल हैं 1 5 और 8 जिसका उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो आइए हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल को देखते हैं यानी यह V इसके बाद हमारे पास एक दूसरा नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल माइनस Vcc है फिर हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है जो 6 है फिर हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है पिन नंबर 2 और नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल पिन नंबर 3 ठीक है तो यह हम सभी को याद है अब इनवर्टिंग टर्मिनलों पर इनपुट देने से आउटपुट पर विपरीत ध्रुवीयता मिलती है इसका मतलब है कि अगर मैं किसी एक ध्रुव का वोल्टेज लगाता हूं और मैं कहता हूं कि इसका फेज़ 0 डिग्री है अगर मैं इनपुट 2 जो कि इनवर्टिंग टर्मिनल है पर ऐसा वोल्टेज लगाता हूं तो हम देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज का फेज़ परिवर्तन हो जाता है ठीक है तो जब इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट होता है तो हमें विपरीत ध्रुवीयता या एंटीफेज़ आउटपुट मिलता है तो यह हम सभी को याद है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट इसका मतलब है अगर मैं टर्मिनल 3 पर हमारे सिग्नल को लगाना ठीक मैं मान लेता हूं कि इनपुट सिग्नल का फेज़ 0 डिग्री है तो आउटपुट पर कोई फेज़ शिफ्ट नहीं होगा यानी आउटपुट का फेज़ भी 0 डिग्री है ठीक है हमने सिद्धांत क्लास में देखा है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि फेज़ क्या हैं ठीक है मैंने एक वृत्त सर्कल circle का उदाहरण लिया है लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हम फेज़ को कैसे माप सकते हैं या आप 0 डिग्री से क्या मतलब है आप 180o से क्या मतलब है और आपको 360o से क्या मतलब है तो आइए हम एक वृत्त का उदाहरण लें तो इस बिंदु पर फेज़ क्या होगा मैंने कहा यह 0 है ठीक और वापस उसी बिंदु पर आ गए ठीक देखो अगर मैं इस पर विचार करता हूं तो यह 90 होगा ठीक है अगर मैं इस पर विचार करता हूं तो यह 180 होगा यदि मैं इस पर विचार करता हूं तो 270 मैं अगर इस पर विचार करता हूं तो 360o इसका मतलब है 360o और 0o एक ही बात है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक सिग्नल है और इस सिग्नल को मैं टर्मिनल नंबर 3 पर लगाता हूं तो आउटपुट 0 डिग्री फेज़ है या 360o फेज़ शिफ्ट है इसका मतलब वही है ठीक है आप कहते हैं कि यह 0o या 360o है यह एक ही बात है इसलिए कोई फेज़ शिफ्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं की आउटपुट पर हमें इनपुट के समान पोलैरिटी मिलती है तो इस तरह से यह समझना बहुत आसान है अब हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं जो कि ऑप एम्प फैब्रिकेशन है हम विस्तार से देख चुके हैं कि MOSFET कैसे फैब्रिकेट किया जाता है और प्रक्रिया प्रवाह क्या है ऑप एम्प को एक छोटे सिलिकन चिप पर फैब्रिकेट किया गया है ठीक हमने यह देख चुके हैं और फिर इसे पैक किया है तो यह सिलिकन चिप है ठीक है हम सभी इसको ध्यान रखेंगे और फिर इस चिप को इस अंतिम टर्मिनल पिन से जोड़ने के लिए महीन गेज तारों का उपयोग किया जाता है यह जोड़ने वाली तारे हैं जो सिलिकन चिप से जुड़े हुए हैं और सिलिकन चिप टर्मिनल पिन से जुड़े हैं और अंत में इस पूरे डिवाइस को पैक किया जाता है यह एक पैकेज्ड डिवाइस है तो यह एक उपयुक्त केस में में पैक किया गया है अब हम इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आप अपने व्याख्यान के नोट्स को ताज़ा कर रहे हैं लेकिन अगर आपको याद नहीं है या आप कुछ भूल गए हैं तो इस विशेष व्याख्यान में यह देखना आसान है कि हमने पहले से ही किन चीजों का अध्ययन किया है अगले स्लाइड पर चलते हैं अब यह वही बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मैं इनपुट पर वोल्टेज लगाता हूँ ठीक और आउटपुट 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट होगा अगर यह नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है तो यह नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है ठीक सिग्नल को नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू किया जाता है फिर मेरा सिग्नल ऐसा है कि यह आउटपुट भी समान है जिसे आप यहां देखते हैं जो कि बिना किसी फेज़ बदलाव के है लेकिन अगर मैं अपने इनपुट सिग्नल को इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट होगा हमने पिछली स्लाइड में इस बात की चर्चा की ऑप एम्प एक बहुत ही उच्च लाभ एम्पलीफायर है और एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर निर्मित है है ना हम जानते हैं कि यह एक पिन हेड साइज़ स्पेस में कई ट्रांजिस्टर FET रेसिस्टर्स का संयोजन है अब हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में जब हम ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं तो इसमें अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं लेकिन सभी MOSFETs हैं है ना बहुत कम या लगभग कोई भी BJT तकनीक का उपयोग नहीं करता है अधिकांश op amps में आप देखेंगे कि इसके भीतर का सर्किट MOSFET का होगा MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए हम FET के resistors सहित कई ट्रांजिस्टर कह रहे हैं ऑप एम्प का उपयोग यदि आपको याद है तो इसका उपयोग ऑडियो एम्पलीफायर सिग्नल जेनरेटर सिग्नल फिल्टर में किया जाता है ठीक है इसका उपयोग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किया जाता है और ऐसे ही कई अन्य एप्लिकेशन है ऑप एम्प के फायदे हैं जैसे यह कम लागत कम बिजली की खपत अधिक कॉम्पैक्ट अधिक विश्वसनीय उच्च लाभ और आसान डिज़ाइन है तो यह हम जानते हैं कि यह कैसे हमारे आज के प्रयोग से संबंधित है आज का प्रयोग ऑप एम्प की विशेषताओं को समझने पर है तो क्या विशेषताएँ हैं एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ विशेषताएँ जब हम आदर्श कहते हैं इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं ठीक है उदाहरण के लिए यदि आप एक आदर्श व्यक्ति लेते हैं आदर्श व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें नहीं होंगी जैसे ईश्वरीय है तो इसी तरह जब आप एक आदर्श ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं तो इसमें अनंत वोल्टेज लाभ होगा इसमें अनंत इनपुट प्रति बाधा होगी इसमें 0 आउटपुट प्रति बाधा होगा यह असीम रूप से तेज होगा लेकिन हमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आदर्श हो उसी तरह से हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर या IC भी नहीं मिल सकता है जो आदर्श हो इसलिएहमें ऐसी विशेषताएँ नहीं मिल सकती जो वास्तव में हम एक ऑपरेशनल एंपलीफायर में चाहते हैं लेकिन हमारे पास एक व्यावहारिक ऑपरेशनल एंपलीफायर होगा कुछ विशेषताओं के साथ जो वास्तव में आदर्श नहीं हैं लेकिन आदर्श के करीब हैं ठीक तो वह क्या विशेषताएँ हैं जैसे मैंने कहा यदि आप एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं तो आपके पास अनंत वोल्टेज लाभ होगा लेकिन हम देखेंगे की एक व्यावहारिक ऑपरेशन एम्पलीफायर में यह इस मूल्य के आसपास कहीं होगा लेकिन इसकी इनपुट प्रतिबाधा अनंत है तो हम समझेंगे कि इनपुट प्रति बाधा क्या है ठीक है और हम देखेंगे कि एक व्यावहारिक ऑप एम्प की इनपुट प्रतिबाधा का लगभग 1012 ohms है और आउटपुट प्रतिबाधा 0 है लेकिन सही मायने में आउटपुट प्रतिबाधा 0 नहीं है यह कम है फिर यह असीम रूप से पेज है इसका मतलब है कि यह सुपरफ़ास्ट है लेकिन यह संभव नहीं है हम इस विशेष प्रयोग में slew rate देखेंगे और हम slew rate को समझेंगे और मापेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू 05 20 वोल्ट प्रति माइक्रोसेकंड के बीच है तो ये एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आदर्श विशेषताएँ हैं लेकिन हम एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है तो हमारे पास क्या है हमारे पास एक व्यावहारिक ऑप एम्प है हमारे पास एक IC है जिसे मैंने पहले ही व्याख्यान नोट्स में आपको दिखाया है अब हमने 2 सुनहरे नियम भी देखे हैं है ना तो पहला है कि ऑप एम्प का इनपुट ना कोई करंट खींचता है और ना कोई करंट स्रोत करता है इसका मतलब है कि इनपुट टर्मिनल कोई करंट ना आकर्षित करेगा और ना स्रोत कोई इनपुट टर्मिनलों से कोई करंट खींचा नहीं जाएगा यह पहला नियम है दूसरा है ऑप एम्प दोनो इनपुट के बीच वोल्टेज अंतर 0 बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा यह भी हमने विस्तार से अध्ययन किया है व्याख्यान नोट्स में कि ये 2 सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमें याद रखना है वह है इनपुट्स कोई करंट ड्रॉ या सोर्स नहीं करता और दूसरा यह की दोनो इनपुट्स के बीच वोल्टेज का अंतर 0 है मुझे यकीन है कि हम सभी को यह बात याद है सही अगर आपको याद नहीं है तो चिंता न करें क्योंकि मैं उन चीजों को दोहरा रहा हूं जो आप पहले से ही सिद्धांत वर्ग में पढ़ रहे हैं आइए हम ऑप एम्प की विशेषताओं को देखते हैं तो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएँ हैं यह एक ऑप एम्प है जैसे हम यहां देखते हैं ठीक है हमने IC को एक से देखा है जो कि ऑफसेट शून्य है 2 इनवर्टिंग 3 नॉन इनवर्टिंग 8 जुड़ा नहीं है अब आप लोगों का सवाल है कि पिन नंबर 8 की क्या भूमिका है ठीक है यदि यह nc है यानी जुड़ा नहीं है लेकिन इसकी भूमिका क्या है अगर यह उपयोगी है या इसका क्या उद्देश्य है यह आपके लिए सवाल है तो यह पता लगाएँ कि पिन नंबर 8 की भूमिका क्या है ठीक है फिर हमारे पास ऑफसेट शून्य के लिए 5 नंबर पिन पिन नंबर 7 पर प्लस Vcc 6 पर आउटपुट है यह सब कुछ हमने सिद्धांत वर्ग में देखा है सही प्रत्येक पिन की भूमिका क्या है इसलिए आज हम प्रयोग में कई चीजों की जांच करेंगे जैसे इनपुट प्रतिबाधा आउटपुट प्रतिबाधा इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज slew rate कॉमन मोड रिजेक्शन अनुपात कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज इत्यादि कई चीजें है तो हम पहले इनपुट प्रतिबाधा पर चर्चा करेंगे आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मामले में इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होगी या आप कह सकते हैं कि इनपुट प्रतिबाधा असीम रूप से अधिक है लेकिन अगर आप एक व्यावहारिक ऑप एम्प लेते हैं ठीक यह मेरे हाथ में यहाँ है जिसे हमने कल देखा था या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ तो यह आसानी से देखा जा सकता है यह वाला तब हम इसे एक अत्यंत उच्च इनपुट प्रतिबाधा के रूप में देखेंगे उसी तरह से आदर्श ऑप एम्प के लिए आउटपुट प्रतिबाधा 0 होगी लेकिन यदि आप व्यावहारिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखते हैं यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो आप देखेंगे कि आउटपुट प्रतिबाधा 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब है ठीक है तब हम अनंत लाभ देखेंगे हम देखेंगे की इस विशेष ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लाभ अनंत नहीं होगा तो हम एक एक करके देखते हैं ठीक है हम एक एक करके देखते हैं पहला आपका इनपुट प्रतिबाधा है तो इनपुट प्रतिबाधा क्या है और किस प्रकार के इनपुट प्रतिबाधाएँ हैं पहला आपका डिफरेंशियल इनपुट प्रतिबाधा है डिफरेंशियल इनपुट प्रतिबाधा क्या है डिफरेंशियल इनपुट प्रतिबाधा इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के बीच कुल प्रतिरोध है इसका मतलब है क्या अंतर है इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के बीच क्या अंतर है जो की आपका डिफरेंशियल इनपुट प्रतिबाधा होगा कॉमन मोड इनपुट प्रतिबाधा क्या है कॉमन मोड इनपुट प्रतिबाधा प्रत्येक इनपुट और ग्राउंड के बीच कुल प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं है इसका मतलब है इस और ग्राउंड के बीच या नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध और इसके बीच का प्रतिरोध तो इस और ग्राउंड के बीच प्रतिरोध क्या है इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच प्रतिरोध क्या है यह टर्मिनल और यह टर्मिनल या यह टर्मिनल और ग्राउंड तो यह आपकी कॉमन मोड इनपुट प्रतिबाधा होगी एक आपका डिफरेंशियल इनपुट प्रतिबाधा है दूसरा आपका कॉमन मोड इनपुट प्रतिबाधा ठीक है तो इस शब्द को याद रखें यदि आप इस सर्किट को देखें तो हमने इस सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल से लिया है यदि आप यहाँ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ एक सिग्नल VS है ठीक तो यह प्रतिरोध स्रोत के कारण होता है VS स्रोत है और RS प्रतिरोध है तो यह एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिबाधा Zin है तो यदि आप एक समतुल्य सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास सिरीज़ में Rs और Zin होगा और यदि आप वोल्टेज Vin को इस टर्मिनल पर मापना चाहते हैं जिसे आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला है आपके पास एक फॉर्मूला है जो Vin है Vin किस के बराबर है यह Zin या Zin RS है या RS प्लस Zin से विभाजित गुणा स्रोत वोल्टेज VS यह VS है तो यह वही है जो आपके समतुल्य सर्किट के लिए फॉर्मूला है जो हमने यहां लिखा है ठीक है अब यह बहुत आसान है क्योंकि यह एक पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए जब आप Zin पर वोल्टेज मापना चाहते हैं तो आपके पास Zin Rs Zin VS यह बहुत आसान है ठीक है तो अब हम आउटपुट प्रतिबाधा देखते हैं इनपुट प्रतिबाधा हमने देखा है अब हम अगला स्लाइड देखते हैं अगला स्लाइड मुझे बस इन चीजों को ठीक करने दें तो हम अगले स्लाइड पर जाते हैं अगली स्लाइड आउटपुट प्रतिबाधा पर है इसलिए यदि आप फिर से आउटपुट प्रतिबाधा देखते हैं तो आउटपुट प्रतिबाधा आदर्श रूप से 0 होना चाहिए हमने आदर्श रूप से देखा है यह 0 होना चाहिए यह प्रतिरोध आउटपुट टर्मिनल से ऑपरेशन एम्पलीफायर तक देखा गया यह प्रतिरोध ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल से है वास्तविकता में यह नॉन ज़ीरो या बहुत छोटा है तो यह आउटपुट प्रतिबाधा को मापने के लिए एक समतुल्य सर्किट है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक सिग्नल जेनरेटर है एम्पलीफायर है और एक ओसिलोस्कोप या वोल्टमीटर है उसी तरह से हम आज देखेंगे एक सिग्नल जेनरेटर सिग्नल है जेनरेटर एक फ़ंक्शन जेनरेटर के अलावा कुछ भी नहीं है हमने अंतिम मॉड्यूल में देखा है कि फ़ंक्शन जेनरेटर क्या है ठीक है फिर हमने देखा कि ऑसीलोस्कोप क्या है या हमने यह भी देखा है कि लोड के मुताबिक हम AC वोल्टेज को कैसे माप सकते हैं ठीक है यदि हम लोड को बदलते हैं तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में सिग्नल में बदलाव देखेंगे तो यह आउटपुट प्रतिबाधा के बारे में है अब हम अगले स्लाइड पर जाते हैं जो कि बायस करंट के प्रभाव पर है अब हम पहले से ही बायस करंट के प्रभाव को देख चुके हैं या बायस करंट क्या है और इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है तो फिर से यह सर्किट allaboutcircuitscom से लिया गया है यह विशेष सर्किट जिसे आप यहां देख रहें हैं ठीक है चलिए बायस करंट के प्रभाव पर विचार करें एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उदाहरण ले तो नॉन इन्वर्टिंग यूनिटी लाभ एम्पलीफायर हमने देखा है कि यूनिटी लाभ एम्पलीफायर लेक्चर नोट्स में है ठीक है एक mega ohm के एक स्रोत प्रतिबाधा से प्रेरित अगर IB 10 नैनोएम्पियर है तो यह अतिरिक्त 10 मिलीवोल्ट error का परिचय देगा इस बात को समझना बहुत आसान है सही है इतना त्रुटि किसी भी प्रणाली में तुच्छ नहीं है यह पहला पोइन्ट है अब बायस करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक समस्या है क्योंकि यह एक्सटर्नल प्रतिबाधा में बहता है और वोल्टेज पैदा करता है जो सिस्टम त्रुटि में जुड़ जाता है यह बायस करंट जब एक्सटर्नल प्रतिबाधा में बहता है तो यह वोल्टेज पैदा करता है इसका मतलब है यह एक त्रुटि का कारण होगा तो हम इस त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं इसलिए शब्दावली में यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है समझने के लिए कि बायस करंट क्या है ठीक है यदि डिज़ाइनर IB के बारे में भूल जाता है और बस एक कैपेसिटिव कपलिंग का उपयोग करता है तो सर्किट ठीक से काम नहीं करेगा हम आने वाले में विस्तार से देखेंगे कि वास्तव में यह बायस करंट क्या है और इनपुट ऑफसेट क्या हैं और इनपुट बायस करंट इत्यादि क्या हैं आइए पहले इनपुट बायस करंट को देखते हैं तो आप इस सर्किट को समझते हैं ठीक है इस सर्किट को ध्यान से समझें अब हम देखते हैं कि यह क्या है आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम जानते हैं कि सुनहरे नियम हैं ये नियम यह है कि इनपुट टर्मिनलों में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है कोई भी करंट इनपुट टर्मिनलों में प्रवाहित नहीं है ठीक है हमें व्यावहारिक ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के लिए यह पता है ठीक है यहाँ एक गलती है ऑप एम्प में इनपुट करंट बहुत छोटी होती हैं 10 6 से 10 14 एम्पियर तक अधिकांश ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 2 ट्रांजिस्टर को सही ढंग से बायस होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से 2 ट्रांजिस्टर का मिलान करना संभव नहीं है तो यह क्या कहता है यह कहता है कि हम फिर से देखें व्यावहारिक ऑप एम्प में इनपुट करंट होती हैं जो बेहद छोटे क्रम में होती है 10 6 से 10 14 एम्पियर तक ठीक हालाँकि अधिकांश ऑप एम्प डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर का मिलान होना चाहिए यदि वे मेल नहीं खाते हैं तो आउटपुट में कुछ बदलाव आएगा इसलिए यदि ट्रांजिस्टर मेल नहीं खा रहे हैं तो हम ट्रांजिस्टर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर को सही ढंग से बायस नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है तो 2 ट्रांजिस्टर के मिलान के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने का एक और तरीका या दूसरा उपाय है कि इनपुट टर्मिनल जो कि 2 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल हैं छोटे DC करंट को बेहने देते हैं इन छोटे बेस करंट को बायस करंट IB1 और IB2 कहते हैं देखें इनपुट टर्मिनल जो 2 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल हैं इसलिएजब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑप एम्प को और ऑप एम्प के भीतर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देखते हैं तो ट्रांजिस्टर पाते हैं और यह ट्रांजिस्टर प्रवाहित करता है एक छोटा DC करंट जो बेस करंट या ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनलों के माध्यम से होता है और ये छोटे बेस करंट कुछ भी नहीं हैं लेकिन हम उन्हें इनपुट बायस करंट कहते हैं या हम कह सकते हैं IB1और IB2 IB1 और IB2 क्यों डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कारण 2 अलग अलग ट्रांजिस्टर होते हैं अब आप इनपुट बायस करंट को कैसे परिभाषित कर सकते हैं इनपुट बायस करंट 2 इनपुट टर्मिनलों में से प्रत्येक में प्रवाहित करंट को कहते हैं प्रत्येक 2 इनपुट टर्मिनल जब समान वोल्टेज स्तर पर बायस संतुलित होते हैं इसका मतलब है कि जब आप अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को संतुलित किया ठीक जब आप अपने एम्पलीफायर को संतुलित करते हैं तो आप पाएंगे कि 2 इनपुट टर्मिनलों में थोड़ी मात्रा में विद्युत प्रवाह होता है जब आप अपने ऑप एम्प को संतुलित करते हैं बायस बैलेंस नहीं तो करंट की छोटी मात्रा जो आपको मिलती है ठीक इनपुट टर्मिनलों में बहने वाले करंट को इनपुट बायस करंट कहा जाता है लेकिन कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है जब तक कि हम वास्तव में प्रयोग नहीं करते तो हम देखेंगे कि हम इनपुट बायस करंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ठीक है 2 इनपुट्स की 2 बायस करंट कभी एक समान नहीं होती हैं इसलिए निर्माता औसत इनपुट बायस करंट निर्दिष्ट करता है ये IB1 और IB2 के परिमाणों को जोड़कर और इस के योग को 2 से विभाजित करके पाया जा सकता है तो हम जल्दी से देखते हैं कि इनपुट बायस करंट क्या है एक बार फिर इनपुट बायस करंट जैसे हम कहते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर के नॉन मैचिंग के कारण से है हमें जो 2 बायस करंट मिलते हैं वे कभी भी समान नहीं होते हैं ठीक है यही कारण है कि जब हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्राप्त करते हैं तो निर्माता हमें पहले से ही इनपुट बायस करंट को खोजने का सूत्र देते हैं लेकिन कैसे इसके लिए IB1 और IB2 के परिमाणों को जोड़कर और इस के योग को 2 से विभाजित किया जाता है यह सूत्र आपको याद रखना है जब आप एक इनपुट बायस करंट का उदाहरण लेते है यह याद रखना आसान है अब अगर मैं इनपुट बायस करंट कहता हूं तो हमारे पास इनपुट ऑफसेट करंट भी है इसलिए इससे पहले कि हम सर करेंट के इनपुट पर जाएं हम इनपुट बायस करंट को प्रयोग में देखते हैं ठीक इसलिए हम इनपुट बायस करंट के साथ शुरू करेंगे और हम दूसरी विशेषताओं पर थोड़ी देर में जाएंगे लेकिन चलिए पहले इनपुट बायस करंट के लिए प्रयोग पूरा करते हैं इसलिए मैं अपने शिक्षण सहायक से अनुरोध करुंगा आप पहले से ही सीताराम को जानते हैं जो अंतिम व्याख्यान में हमारे साथ थे तो क्या आप कृपया आकर सर्किट को जोड़ सकते हैं इसलिए अब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह किस प्रकार ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उन चीजों से जोड़ रहा है जो हमारे पास टेबल पर हैं जो कि अगर आपको याद है तो यह आपका फ़ंक्शन जेनरेटर है यह आपकी DC सप्लाई है ठीक लीनियर DC नियामक सप्लाई और यह आपकी ओसिलोस्कोप डिजिटल ओसिलोस्कोप है तो वह ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ ब्रेडबोर्ड को जोड़ रहा होगा और एक प्रतिरोधक जैसे कि आपने स्लाइड में देखा होगा इसलिए यदि हम जल्दी से स्लाइड को देखते हैं कि ये प्रतिरोधक हैं है ना 1 और 2 ठीक तो हम यह समझने के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो 741 है के लिए इनपुट बायस करंट क्या है इसलिए मुझे यकीन है कि वह 741 का उपयोग कर रहा है ठीक है तो आइए देखें कि इस विशेष सर्किट को कैसे जोड़ा जाए और को कैसे विशेषताओं को मापा जाए ठीक है तो हम इस विशेष स्लाइड को पहले देखते हैं तब तक वह सर्किट की मरम्मत करता है और फिर हम सर्किट पर जाते हैं तो स्लाइड इनपुट बायस और ऑफसेट करंट दिखाता है हम अभी इनपुट बायस करंट पर विचार करेंगे फिर हम देखेंगे कि इनपुट ऑफ़सेट करंट क्या है और फिर हम वापस टेबल पर आएँगे ठीक है तो यहां हमें इनपुट बायस करंट राइट को मापना है तो यह इनपुट बायस करंट के लिए एक प्रयोग है तो यहां दिखाई गई तालिका क्या है तो हम चित्र में दिखाए के अनुसार सर्किट को कनेक्ट करते हैं यह चित्र पहले से ही दिखाया गया है आपको सर्किट को बिल्कुल चित्र की तरह कनेक्ट करना होगा इसलिए यदि आप अपने विश्वविद्यालय में कहीं हैं जहां आपके पास एक ऑप एम्प है और यदि आपके पास DC पावर सप्लाई के साथ प्रतिरोधक हैं तो आप प्रयोग को जल्दी से सही कर सकते हैं आपको बस एक मल्टीमीटर की आवश्यकता है आपको बस DC पावर सप्लाई की आवश्यकता है और फिर आप इस इनपुट बायस करंट को सही तरीके से माप सकते हैं आप इसे घर पर भी कर सकते हैं यह बहुत आसान प्रयोग है यह वास्तव में उच्च तकनीक की या एक असाधारण सुविधा की आवश्यकता नहीं है यह प्रयोग हम घर पर भी कर सकते हैं ठीक है तो डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके इनवर्टिंग टर्मिनल पर DC वोल्टेज को मापें और तालिका में वैल्यु रिकॉर्ड करें इसका मतलब है कि हमें इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को मापना होगा और हमें वैल्यु रिकॉर्ड करना होगा तो एक inverting टर्मिनल है और एक non inverting टर्मिनल है आप देखें अगर आप non inverting टर्मिनल पर DC वोल्टेज तालिका में देखते हैं तो यह तो V है हमें non inverting टर्मिनल पर DC वोल्टेज को मापना होगा हम यहां वैल्यू डालते हैं inverting टर्मिनल पर डीसी वोल्टेज को यहां मापते हैं और यहां वैल्यू डालते हैं तब हमारे पास IB है IB कुछ नहीं है लेकिन यह V 220k IB V है सही तो यहाँ V होगा यहाँ V होगा तो V 220 k से विभाजन करके आपकी IB और IB होगा हम पहले से ही इनपुट बायस करंट फॉर्मूला इनपुट बायस करंट I IB 2 सही इसलिए हम इस प्रयोग में देखेंगे हम उसी सर्किट को देखें जो उसने संलग्न किया है और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि उसने इसे ब्रेडबोर्ड से कैसे जोड़ा है और फिर हम स्क्रीन पर वापस आते हैं इसलिए हमें सर्किट देखते हैं हाँ यदि आप यहाँ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं आपने यहां बायस वोल्टेज अप्लाई किया है आप केंद्र में लाल पिन और हरे रंग की पिन देखते हैं ठीक इस तरह से हरे और लाल रंग के पिन प्लस माइनस 15 वोल्ट हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ केंद्र में हैं ठीक है फिर हमने 2 प्रतिरोधों को जोड़ा है क्या आप 2 प्रतिरोधों को देख सकते हैं हमने 2 प्रतिरोधों को जोड़ा है ठीक है हां तो ये 2 प्रतिरोधक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के inverting और non inverting टर्मिनल से जुड़े प्रतिरोध हैं सही फिर हमें इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को मापना होगा और फिर हमें नॉनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को मापना होगा ठीक है इसलिए इनवर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज क्या है आइए हम देखते हैं कि पर वोल्टेज क्या है हम उपयोग कर सकते हैं मल्टीमीटर का और हम मल्टीमीटर को DC वोल्टेज DC वोल्टेज पर रखते हैं अब देखते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें क्या वोल्टेज मिलता है तो अब आपको समझना होगा कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक छोटी बिंदी है तो दोस्तों जब आप देखेंगे तो आपको एक डॉट दिखाई देगा जो यहाँ है यहीं है यह पिन नंबर एक है इसे समझना आसान है यह समझना आसान है कि कौन सा पिन नंबर एक है ठीक है और कौन सा पिन नंबर है 8 इसलिए पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसलिए उस विशेष अर्थ में जब हम आईसी कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड के लिए हम जानते हैं कि पिन नंबर एक क्या है और पिन नंबर 2 क्या है ठीक है तो उसने कनेक्शन जोड़ दिए हैं और अब हम ब्रेडबोर्ड पर ध्यान दें उसने इन्टीग्रेटेड सर्किट जो 741 है को रेसिस्टर्स के साथ जोड़ा है इनवर्टिंग टर्मिनल और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर अब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को माप रहे हैं फिर हम नॉन इनवर्टिंग पर वोल्टेज को मापेंगे तो इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज 01 millivolts है और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर देखें तो 0 है ठीक है तो हमारे पास 2 मूल्य हैं सही हम स्क्रीन पर वापस चलते हैं अब हम इनवर्टिंग टर्मिनल पर क्या माप रहे हैं 01 millivolts और नॉन इनवर्टरिंग टर्मिनल 0 millivolts ठीक वहां से हम IB की इक्वेशन में रख सकते हैं जो 0 के बराबर मिलता है और IB माइनस 01 millivolts220 k के बराबर है है ना आपका इनपुट बायस करंट क्या होगा आपको मिल गया फिर से आप इस तालिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पाया है हमने करंट या वोल्टेज को पाया है सबसे पहले हमने इस सर्किट को जोड़ा है यह सर्किट ब्रेडबोर्ड पर था जहां आपने 220 k रेसिस्टर्स को इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से जोड़ा है फिर हमने पिन नंबर 7 और 4 केप्लस Vcc राइट और माइनस Vcc या Vee लगाया है और हमने इस resistor को ग्राउंड किया है अब हमने नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज मापा है हमने इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज मापा है इसलिए यहाँ से हम इस कॉलम में जो भी वोल्टेज नापते हैं उसे गैर इनवर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज हमने यहाँ मापा है उस टर्मिनल में लिख सकते हैं जो कि inverting है तो हम इस वोल्टेज को इस विशेष समीकरण में रख सकते हैं जो आपका IB है वहाँ से आपको IB की वैल्यू मिलेगी ठीक मान लें कि यह वैल्यू x है और इनवर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से आपको I B मिलता है जिसे हमें y कहेंगे तो IB क्या होगा इनपुट बायस करंट IB x y 2 है हम इसका mod ले सकते हैं इस तरह से हम इनपुट बायस करंट को माप सकते हैं तो यह बहुत आसान है है ना तो अब अगले मॉड्यूल में हम देखते हैं कि आप इनपुट ऑफ़सेट करंट को कैसे माप सकते हैं ठीक है अब हम इनपुट ऑफसेट करंट देखेंगे आज हम यहाँ रुकते हैं